अब हम सिंगल और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस और उनके स्ट्रक्चर की ओर ध्यान देंगे अगर किसी प्रोसेस में एग्जीक्यूशन का केवल एक थ्रेड चल रहा है तो उसे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस बोलेंगे उसी प्रकार अगर किसी प्रोसेस में एग्जीक्यूशन के कई सारे थ्रेड हैं और उसी तरह एक साथ कई सारी कंप्यूटेशन चल रही हैं तो उसे मल्टीथ्रेडेड प्रोसेस कहा जाएगा जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस में अपना कोड सेगमेंट डाटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट code segment data segment stack segment और इसके अलावा सीपीयू रजिस्टर और उनके अपने कंटेंट और कुछ खुली फाइल्स आदि होते हैं यह प्रोसेस के भाग होते हैं और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोड के अंदर इसका पंक्ति दर पंक्ति एग्जीक्यूशन होता है इस सब को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से उसका एग्जीक्यूशन का एक अकेला थ्रेड चल रहा हो जैसे पहली लाइन एक्स इक्वल टू ए प्लस जेड और दूसरी लाइन पी इक्वल टू यू इनटू आर इस प्रकार हमारे पास कई पंक्तियां हो और यह पंक्तियां एक के बाद एक करके एग्जीक्यूट की जाए और यह single threaded कर्नल या single threaded प्रोसेस है दूसरी तरफ एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के कई सारे थ्रेड चल रहे हों जैसा हमने पहले एक उदाहरण में देखा था कि एक एप्लीकेशन में हम डिस्प्ले कर रहे हैं उस डिस्प्ले को अपडेट कर रहे हैं और फिर नेटवर्क से डाटा लेकर आ रहे हैं और जो डाटा हम लाए हैं उस पर स्पेल चेक कर रहे हैं यहां पर मेरे पास शायद तीन अलग अलग रूटीन है एक थ्रेड डिस्प्ले को अपडेट कर रहा है दूसरा डाटा लेकर आ रहा है और तीसरा स्पेलिंग चेक कर रहा है इस प्रोग्राम में मेरे पास तीन अलग अलग फंक्शन है जो यह ऑपरेशन कर रहे हैं परंतु इससे पहले वाले मामले में इन तीन अलग अलग फंक्शन को मुझे एक के बाद एक करके बुलाना पड़ता और इस तरीके से एग्जीक्यूशन एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता परंतु दूसरे डिजाइन में मल्टीथ्रेडेड प्रोसेस है जिसमें हमारे पास तीन एग्जीक्यूशन के थ्रेड चल रहे हैं एक ही प्रोग्राम में तीन अलग अलग एग्जीक्यूशन हो रहे हैं सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में प्रोग्राम काउंटर की केवल एक वैल्यू होती है और मल्टीथ्रेडेड प्रोसेस में प्रत्येक थ्रेड के लिए प्रोग्राम काउंटर की एक वैल्यू है यह कैसे किया जा सकता है इसके साथ साथ क्योंकि यह थ्रेड एक ही एप्लीकेशन के अंश हैं हम यह भी चाहते हैं कि यह डाटा वाला भाग भी शेयर किया जाए तो जो भी डाटा यह फेच मॉड्युलस लेकर आता है वह डिस्प्ले मॉड्यूल में अपडेट होना चाहिए और साथ ही स्पेल चेकर उसे रन करके उसकी स्पेलिंग भी चेक करें इस प्रकार यह डाटा सेगमेंट जो हमारे पास है उस पर यह थ्रेड भी कुछ लिख रहा होगा जबकि उसका अपडेट डिस्प्ले पर जाएगा और स्पेल चेक भी होगा ऐसे में यह भी उस डाटा सेगमेंट में रीड या राइट करेंगे इसलिए इस डाटा को कॉमन होना होगा यहां पर अगर तीन अलग अलग प्रोसेस बनाई जाए तो डाटा सेगमेंट से उठने वाली परेशानियां तीनों के लिए अलग अलग प्रकार की होगी परिणाम स्वरुप शेयरिंग करना इतना आसान नहीं होता है जबकि इस विशिष्ट डिजाइन के तरीके में सभी थ्रेड के लिए डाटा समान है तो जो भी मॉडिफिकेशन कोई एक थ्रेड कर रहा होगा उसे बाकी अन्य थ्रेड भी देख पाएंगे सबके लिए कोड सेगमेंट समान है और कोड भी वही है अंतर केवल इतना है की सीपीयू रजिस्टर और स्टैक अलग अलग हैं इसी प्रकार दूसरे थ्रेड के लिए हमारे पास सीपीयू रजिस्टर्स और स्टैक के कंटेंट हैं और तीसरे थ्रेड के लिए भी हमारे पास कोड डाटा और फाइल है यह सभी इन सब थ्रेड्स के लिए कॉमन है ग्लोबल डाटा वेरिएबल पर जो कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा वह सभी थ्रेड से देखा जा सकता है यहां पर एक थ्रेड इसे मॉडिफाई कर रहा है और इस थ्रेड में ऐसा एक गुण है कि यह दूसरे थ्रेड के स्टैक कंटेंट को देख सकता है परंतु इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता अर्थात अगर किसी तरह इस थ्रेड का कोई लोकल वेरिएबल बनाया जाए तो इसे दूसरे थ्रेड से भी देखा जा सकता है इसी प्रकार इस थ्रेड से भी उन लोकल वैरियेबल्स को देखा जा सकता है जो इस स्टैक में या इस स्टैक में बनाए गए हो देख तो सकते हैं परंतु मॉडिफाई नहीं कर सकते यह केवल उस लोकल वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकता है जो यहां पर हैं इस फेच थ्रेड के द्वारा केवल इस वैल्यू को मॉडिफाई किया जा सकता है और इन दोनों को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता परंतु इतना ही पर्याप्त है क्योंकि कई बार हम यह देख कर ही खुश हो जाते हैं कि मेरा साथ वाला थ्रेड कुछ कर पा रहा है और हम अपना ऑपरेशन उस वैल्यू के आधार पर कर सकते हैं और अगर ऐसा कुछ है जिसे सभी थ्रेड के साथ शेयर किया जाना चाहिए तो उसको हम डाटा सेगमेंट में डाल देंगे इस तरह हमारे पास यह मल्टीथ्रेडेड प्रोसेस हैं जहां एग्जीक्यूशन के कई थ्रेड समानांतर में चल रहे हैं यह मल्टीथ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर का एक सटीक उदाहरण है हमारे पास एक सरवर है यह कैसे डिजाइन किया गया है अगर आप इसके कोड की तरफ देखें तो आप पाएंगे कि यह सबसे पहले कुछ इनीशिएलाइजेशन करता है सरवर कोड का एक भाग है जो कि इनीशिएलाइजेशन का कार्य करता है और उसके बाद यह एक लूप में किसी क्लाइंट रिक्वेस्ट के आने का इंतजार करता है यह पहला भाग है जो एक ग्लोबल इनीशिएलाइजेशन करता है और उसके बाद क्लाइंट रिक्वेस्ट का इंतजार करता है अब मान लीजिए एक क्लाइंट प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी सरवर इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक नया थ्रेड बनाता है यह एक थ्रेड बनाएगा जो इस रिक्वेस्ट को सर्व करेगा और सरवर इसके बाद किसी अन्य क्लाइंट रिक्वेस्ट के आने पर ध्यान लगाए रहेगा जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है एक नया थ्रेड बना दिया जाता है और यह थ्रेड इस क्लाइंट रिक्वेस्ट का ध्यान रखता है जब थ्रेड पूर्ण हो जाता है तो इसके पास जो जानकारी है वह सर्वर को देता है और बताता है कि मैं पूर्ण हो चुका हूं इस प्रकार सरवर को पता रहेगा कि थ्रेड द्वारा कंप्यूट की हुई वैल्यू या लिखी हुई वैल्यू कहां पर है और वह उसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार क्लाइंट को वापस देगा उदाहरण के लिए यह डेटाबेस सरवर है और विभिन्न व्यक्ति इस डेटाबेस सरवर में अपनी क्वेरी डाल रहे हैं जो पहली क्वेरी आती है उसके लिए डाटा बेस सरवर एक थ्रेड बनाता है जो इस क्वेरी का ख्याल रखती है यह डेटाबेस के उचित रिकॉर्ड पर देखेगी और फिर कोई वैल्यू कैलकुलेट करेगी वह वैल्यू किसी जगह पर स्टोर की जाएगी उसके बाद सर्वर को यह जानकारी दी जाएगी कि काम हो गया है अब यह थ्रेड पूर्ण हो चूका है तब सरवर यह वैल्यू लेता है और उसके बाद इसे क्लाइंट प्रोग्राम या जिस क्लाइंट ने इसे रिक्वेस्ट किया था उसे दे देता है इस प्रकार ऑपरेशन का क्लाइंट सर्वर मोड कार्य करता है और क्योंकि यह रिक्वेस्ट क्लाइंट से आ रही है इसलिए यह सभी लगभग एक जैसी ही होती है प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर मैं प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए नयी प्रोसेस बनाता हूँ तो मुझे अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी क्योंकि डाटा और स्टैक सेगमेंट को कॉपी करना पड़ेगा और नई प्रोसेस के लिए भी अलग से डाटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट बनाना होगा इसलिए यह कुछ दुष्कर कार्य है और इसका ख्याल इस विशिष्ट मॉड्यूल द्वारा रखा जा चुका है अब इसका फायदा क्या है पहला फायदा तो यह है कि हमें रिस्पांसिंवनेस मिलती है अगर प्रोसेस का कोई हिस्सा ब्लॉक भी हो जाए मान लीजिए कोई थ्रेड किसी वजह से रुक जाता है जैसे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम जिसमें कोई थ्रेड नेटवर्क के ऊपर डाटा ढूंढ रहा है और वह रुक जाता है उस दशा में दूसरा थ्रेड जो डिस्प्ले को अपडेट कर रहा हो या फिर स्पेल चेक मॉड्यूल यह सभी अपना कार्य करते रह सकते हैं अगर डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग कि एग्जिक्यूशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो अन्य थ्रेड अपना कार्य नहीं रोकते इन्हें करते रहते हैं यह रिस्पांसिंवनेस यूजर इंटरफेस के मामलों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पास स्क्रीन पर बहुत सारी विंडो बनी हुई होती हैं और प्रत्येक विंडो एक थ्रेड हो सकती है अगर कोई विंडो किसी कठिनाई की वजह से अनरिस्पांसिव हो गई है तब हम किसी दूसरी विंडो पर स्विच कर जाते हैं और हो सकता है कि वह विंडो कार्य करती रहे यह एक अच्छी चीज है जो हम इस से प्राप्त कर सकते हैं अगर यह यहां उपलब्ध ना हो तो ऐसे में विंडोज़ एक एक करके सर्विस की जाएंगी अगर उनमें से कोई एक ब्लॉक हो जाती है तो उसके पीछे की सारी विंडो भी साथ ही ब्लॉक हो जाएंगी और उन्हें सर्विस नहीं मिलेगी इस प्रकार रिसोर्स शेयरिंग थ्रेड या प्रोसेस की रिसोर्स को शेयर करना शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग से ज्यादा अच्छा है इसके पहले हमने प्रोसेस लेवल पर यह देखा है कि जब भी हम जानकारी साझा करना चाहते हैं तो हमें या तो शेयर्ड मेमोरी का सहारा लेना पड़ता था या फिर प्रोसेस के बीच में मैसेज पासिंग करानी पड़ती थी परंतु दोनों ही काफी खर्चीले थे क्योंकि शेयर्ड मेमोरी और पास किए जाने वाले मैसेज का आकार सीमित होता है कहीं कहीं पर मैसेज क्यू का भी उपयोग किया जाता है जो सिस्टम लेवल मेमोरी प्रयोग करते हैं और वह भी सीमित ही होती हैं अगर हम कहें कि हमारे पास प्रोसेस की बहुत बड़ी संख्या है और हम प्रत्येक प्रोसेस को एक मेल बॉक्स के साथ सम्मिलित करना चाहते हैं तो यह रिसोर्स फ्रेंडली नहीं माना जाएगा जबकि थ्रेड के मामले में मैं अलग अलग रिसोर्स नहीं बनाता हर थ्रेड का वही डाटा सेगमेंट होता है इसीलिए थ्रेड में प्रोसेस की तुलना में जगह की आवश्यकता काफी कम होती है जहां तक किफायत का सवाल है यह प्रोसेस क्रिएशन से काफी सस्ता पड़ता है क्योंकि आपको हर बार प्रोसेस क्रिएशन के साथ डाटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट नहीं बनाने पड़ते आप इसे जैसे हैं वैसे ही ले सकते हो तो क्योंकि स्टैक सेगमेंट सब में कॉमन होता है हालांकि हमें स्टैक सेगमेंट बनाने की जरूरत होती है क्योंकि प्रत्येक थ्रेड का अपना अलग स्टैक होता है परंतु इसके साथ साथ कई और चीजें शेयर की जाती हैं स्विच करने का ओवरहेड काफी कम होता है क्योंकि कई सारे स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जैसे कि मेमोरी लिमिट रजिस्टर को लोड करना और ऐसे ही कुछ अन्य इन सब की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि सभी थ्रेड्स को प्रोग्राम या प्रोसेस के पूरे एड्रेस स्पेस की बिना इजाजत एक्सेस मिली होती है हमें लिमिट रजिस्टर को मॉडिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार थ्रेड लेबल स्विचिंग का होना प्रोसेस लेवल स्विचिंग से बहुत ज्यादा किफायती है इसके साथ ही स्केलेबिलिटी भी है क्योंकि प्रोसेस को मल्टिप्रोसेस आर्किटेक्चर का फायदा मिलता है मल्टिप्रोसेसर आर्किटेक्चर होने पर आप इसकी सहायता ले सकते हैं और आप थ्रेड का उपयोग कर इन्हें अच्छे से एक्सप्लोइट कर सकते हैं इसके बाद हम मल्टीकोर प्रोग्रामिंग पर ध्यान देंगे यहां पर दो शब्द ऐसे हैं जिनसे हमेशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है एक है मल्टी सीपीयू सिस्टम और दूसरा है मल्टीकोर सिस्टम मल्टी सीपीयू सिस्टम का तात्पर्य है कि एक ही कंप्यूटर में कई सीपीयू रख दिए गए हैं ताकि कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस बढ़ सके यह अनेक सीपीयू एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और हम इन्हें ऐसे कह सकते हैं कि सीपीयू 1 और सीपीयू टू हम इन्हें अलग अलग कार्य देते हैं इन सब की अपनी अलग मेमोरी होगी जैसे कि लोकल मेमोरी वन और लोकल मेमोरी 2 यह सीपीयू वन के लिए और यह सीपीयू टू के लिए साथ ही किसी बस से होकर यहां पर कहीं ग्लोबल मेमोरी भी होगी और अगर इस ग्लोबल मेमोरी को एक्सेस करनी है तो इसे इस प्रकार करना होगा इस प्रकार प्रोसेसर के पास अपनी एक लोकल मेमोरी होगी और पूरी सिस्टम के पास एक ग्लोबल मेमोरी अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की किताब देखेंगे तो आपको इस तरह के आर्किटेक्चर मिलेंगे जहां कंप्यूटर की कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सीपीयू इस तरह रखे जाते हैं दूसरी ओर मल्टीकोर सिस्टम में अनेक कंप्यूटिंग कोर्स को एक अकेली प्रोसेसिंग चिप में रखा जाता है अलग अलग सीपीयू ना होकर एक ही सीपीयू में कई सारी कोर हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रत्येक कोर एक सीपीयू की तरह लगती है इस प्रकार एक अकेले सीपीयू के अंदर अलग अलग कोर हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम इन कोर का कैसे उपयोग करेगा यह अपने में एक अलग मुद्दा है परंतु अगर आप इनका सदुपयोग कर सकें तो प्रत्येक प्रोसेसर में लोकल मेमोरी होने जैसी अवधारणा यहां नहीं है सीपीयू में खुद की एक लोकल मेमोरी होती है जो सभी प्रोसेसर को उपलब्ध होती है परंतु जहां अलग अलग प्रोसेसर थे वहां पर एक सीपीयू की लोकल मेमोरी दूसरे के लिए उपलब्ध नहीं थी यहां पर हमारे पास कोर है और सभी कोर लोकल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं इसलिए ऑपरेशन आसान हो जाते हैं मल्टीकोर सिस्टम में हमारे पास अनेक कंप्यूटिंग प्लेटफार्म एक ही सीपीयू के अंदर उपलब्ध होते हैं मल्टीथ्रेडेड प्रोग्रामिंग मल्टीपल कंप्यूटिंग कोर्स के लिए एक कुशल मैकेनिज्म प्रदान करती है और कॉन्करंसी को बढ़ाती है यह मल्टीथ्रेड प्रोग्रामिंग के लाभ हैं यह वह प्रोग्राम है जो मल्टीकोर आर्किटेक्चर का उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं मुझे अलग अलग थ्रेड बनाने की आवश्यकता है और प्रत्येक थ्रेड ऐसे किसी कोर में जाएगा और इस प्रकार समानांतर क्रियाएँ होंगी मान लीजिए एक मल्टीपल कोर सिस्टम में हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें 4 थ्रेड हैं कॉन्करंसी का मतलब है प्रत्येक थ्रेड सिस्टम में समानांतर चल सकते हैं क्योंकि सिस्टम प्रत्येक को एक कोर सौंप सकता है अगर मेरे पास 4 थ्रेड हो तो यहां 4 कोर भी हैं सोचिए अगर मेरे पास सिस्टम में केवल 2 कोर होते तो क्या होता तब एक कोर को दो थ्रेड मिलते और दूसरी कोर को बचे हुए दो थ्रेड दिए जाते इसी प्रकार जब मेरे पास 4 कोर हैं तो प्रत्येक कोर को एक थ्रेड दिया जाएगा इस प्रकार इन का वितरण किया जाएगा सोचने में यह इतना आसान है परंतु करने में इतना आसान नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम को इस वितरण पर विशेष ध्यान देना पड़ता है अगर थ्रेडिंग की अवधारणा ही नहीं होती तो हम इस कोर आर्किटेक्चर का लाभ उठाने की सोच भी नहीं सकते थे अगर कोर हैं तो थ्रेडिंग भी संभव है यह दोनों साथ साथ चलते हैं और प्रोग्रामर को लचीलापन देने में सहायक होते हैं समानता और समरूपता के बीच सूक्ष्म किंतु स्पष्ट अंतर है इसे हम यहां समझने की कोशिश करेंगे मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए हमारे घर में एक पार्टी है और उसमें कई सारे मेहमान बुलाए गए हैं बुलाए गए मेहमान I1 I 2 I 3 और I4 हैं और साथ में हमारे पास एक अकेला मेजबान H1 भी अवश्य है मेजबान ने प्रत्येक बुलाए गए मेहमान का स्वागत और मनोरंजन भी करना है मेजबान कुछ देर I1 से बात करता है और इसके बाद वह I2 के पास जाकर उससे कुछ देर बात करता है इस प्रकार क्या होता है कि जब मेजबान I1 से बात कर रहा है तो यह बाकी मेहमानों की बातें नहीं सुन रहा अब मैं इस मेजबान की तुलना यहां हमारे सीपीयू या सरवर से करूंगा इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ बिल्कुल क्रमबद्ध प्रोसेस चल रहा है बुलाए गए मेहमानों में से केवल एक मेहमान ही एक बार में मेजबान से मिल सकता है मेजबान सबसे एक एक करके ही मिलेगा इस प्रकार हम देखते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से मेहमानों की उपस्थिति का ध्यान दिया गया है दूसरी तरफ अगर हम एक अलग परिस्थिति की बात करें जिसमें मेजबान पहले I1 से कुछ देर बाद करता है उसके बाद I2 के पास कुछ वक्त बिताता है फिर I3 के पास और फिर I4 और उसके बाद वापस I1 और फिर I2 के पास मेजबान I1से I2 के पास जाने से पहले I1 से अपनी पूरी बातचीत खत्म नहीं करता केवल इसका एक भाग पूर्ण करता है परिणाम स्वरूप सभी मेहमान ऐसा महसूस करेंगे कि मेजबान उन सब से बराबर वार्तालाप कर रहा है यह मूलतः समरूपता या समागम है किसी भी मेहमान को ऐसा नहीं लग रहा कि उस पर मेजबान ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया इस प्रकार ध्यान में भी समरूपता है मेजबान ने सारे मेहमानों को एक रुप से अटेंड किया है परंतु मेजबान सारे मेहमानों को एक समय पर एक साथ अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि एक साथ दो मेहमानों से कभी बात नहीं कर रहा था इस प्रकार यहां पर समानता नहीं है या फिर समानांतर कुछ नहीं हुआ इसलिए यह कॉन्करेंट है पर पैरेलल नहीं अब मेरे पास एक की जगह दो मेजबान H1और H2 हैं अब क्या हो सकता है अब मेरे पास कॉन्करेंसी और पैरलेलिस्म दोनों ही उपलब्ध हैं जब H1 I1से बातें कर रहा है तब H2 I3 से बातें कर रहा होगा इस तरह I1 और I3 कि मेजबान के साथ एक ही समय पर बात हो रही होंगी और ऐसे में हम कुछ पैरलेलिस्म प्राप्त कर पाएंगे पहले हमारे पास बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके का ऑपरेशन था अब हम कॉन्करेंट ऑपरेशन कर सकते हैं और साथ ही यह कॉन्करेंट और पैरलल ऑपरेशन हैं कॉन्करंसी और पैरलेलिस्म के बीच एक बहुत सूक्ष्म सा अंतर है जो हमें समझना चाहिए अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के हिसाब से सोचें तो मेरे पास एक अकेला सीपीयू है जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है यह प्रत्येक प्रोसेस को एक एक कर उठा सकता है एक बार जब प्रोसेस उठा ली गई है तो पूरी प्रोसेस को पूर्ण किया जाएगा और उसके बाद अगली प्रोसेस पर जाया जाएगा यह पूरी तरह क्रमबद्ध तरीके का कंप्यूटेशन है ऐसा भी हो सकता है कि सीपीयू पहली प्रोसेस को कुछ देर के लिए कंप्यूट करें फिर दूसरी प्रोसेस में कुछ समय के लिए जाए और कुछ समय व्यतीत करने के बाद वापस पहली प्रोसेस पर आ जाए इस तरह के ऑपरेशन को कॉन्करेंट ऑपरेशन बोलेंगे क्योंकि प्रोसेस को कॉन्करेंटली निपटाया जा रहा है परंतु इन्हें समानांतर नहीं बोल सकते क्योंकि एक समय पर प्रोसेसर केवल एक प्रोसेस को ही निपटा रहा है अगर मेरे पास मल्टीपल कोर या फिर मल्टीपल सीपीयू हो तो मैं प्रोसेस को समानांतर तरीके से भी कर सकता हूँ इस प्रकार हम कॉन्करेंसी और पैरलेलिस्म दोनों ही प्राप्त कर पा रहे हैं एक कॉन्करेंट सिस्टम एक बार में एक से अधिक टास्क को सपोर्ट करता है यह एक बार में एक से अधिक टास्क को आगे बढ़ने देता है अभी अगर सभी टास्क प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम कॉन्करेंट है इसके विपरीत एक सिस्टम समानांतर माना जाएगा अगर यह एक साथ एक से अधिक टास्क कर पा रहा है कॉनकरंट का मतलब है कि 1 से अधिक टास्क आगे बढ़ रहे हैं और पैरेलल का मतलब है कि वह एक साथ चल रहे हैं कॉन्करंसी का मतलब पैरेलल नहीं है क्योंकि वह साथ साथ नहीं चल रहे होंगे उनके बीच में कुछ समय अंतराल जरूर होगा इस प्रकार कॉन्करेंसी का होना संभव है और आपके पास बिना पैरेललिस्म के भी कॉन्करेंसी हो सकती है अब हम उस पैरेललिस्म की ओर ध्यान देंगे जिसे मल्टीकोर प्रोग्रामिंग में सपोर्ट किया जाता है हमारे पास डाटा पैरेललिस्म है टास्क पैरेललिस्म है डेटा पैरेललिस्म में उसी डाटा के सबसेट्स मल्टीपल कोर में वितरित कर दिया जाता है और उनमें से कुछ में तो वही ऑपरेशन चल रहा होता है हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास जो पूरा डाटा सेट है उसे कुछ कोर में वितरित कर रहे हैं और प्रत्येक कोर एक ही ऑपरेशन कर रहा है उदाहरण के लिए मेरे पास एक बहुत सरल ऑपरेशन है जैसे मैं प्रत्येक एरे एलिमेंट को 5 से बढ़ाना चाहता हूं ऐसा हो सकता है कि मैं आई इक्वल टू 1 टु 100 के लिए इस ऑपरेशन एआई इज इक्वल टू एआई प्लस 5 ai ai5 को करना चाहूं अब मेरे पास 100 अलग अलग कोर हैं तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं मैं इस a1 को एक कोर a2 को दूसरी और a३ को एक और कोर और इसी प्रकार प्रत्येक a के लिए एक अलग अलग कोर निर्धारित करूं और उन्हें बताऊँ कि प्रत्येक कोर को पांच से बढ़ा देना है इस तरह के कार्य को हम डाटा लेवल पैरेललिस्म कहते हैं सभी कोर के लिए निर्देश एक समान है और सभी सिर्फ पांच से बढ़ रहे हैं ऑपरेशन वही है और जिस डाटा पर वह ऑपरेट कर रहे हैं वह a1 a2 a3 से लेकर a100 तक है डाटा पैरेललिस्म के मामले में एक ही डाटा के सबसेट कई सारी कोर में वितरित हो जाते हैं परंतु ऑपरेशन एक ही होता दूसरी ओर हमारे पास टास्क लेवल पैरेललिस्म भी है जो थ्रेड को कोर पर वितरित करता है और प्रत्येक थ्रेड एक अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें मैं कई सारे ऑपरेशन करना चाहता हूं पहला कार्य है मैट्रिक्स का डिटर्मिननेंट निकालना दूसरा कार्य मैट्रिक्स का इन्वर्स करना और तीसरा कार्य है मैट्रिक्स को ट्रांसपोज़ करना उसी एक डाटा के लिए मैं यह तीन अलग अलग कार्य करना चाहता हूं और इन 3 कार्यों के लिए मैं तीन अलग अलग थ्रेड बना लूंगा यहां पर डाटा एक समान है परंतु टास्क अलग अलग हैं और इसीलिए प्रत्येक कोर एक अलग ऑपरेशन कर रही है इसलिए मुझे थ्रेड को कोर में वितरित करना पड़ेगा और प्रत्येक थ्रेड एक अलग कार्य करेगी जैसे जैसे थ्रेड की संख्या बढ़ती है उसी प्रकार थ्रेडिंग का आर्किटेक्चरल सपोर्ट भी बढ़ता जाता है अगर आपके पास बहुत सारे थ्रेड हैं जिन्हें सपोर्ट करना है तो उसके नीचे का हार्डवेयर ऐसा होना चाहिए कि जो उन्हें सपोर्ट कर सकें जैसे कि सीपीयू उसमें कोर के साथ साथ हार्डवेयर थ्रेड्स भी होने चाहिए उदाहरण के लिए ओरेकल स्पार्क टी 4 इसमें 8 कोर होते हैं और प्रत्येक कोर में 8 हार्डवेयर थ्रेड होते हैं 8 कोर की वजह से यह आठ अलग अलग ऑपरेशन समानांतर तरीके से कर सकता है और प्रत्येक कोर में 8 हार्डवेयर थ्रेड भी होते हैं मल्टीकोर या मल्टी प्रोसेस सिस्टम में प्रोग्रामर के ऊपर काफी दबाव बना दिया है क्योंकि अब केवल सही प्रोग्राम लिखने का कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण रह गया है ज्यादा जरूरी यह है कि मैं अब सिस्टम में उपस्थित आर्किटेक्चरल लेवल सपोर्ट और थ्रेडिंग फैसिलिटी का पूरा पूरा उपयोग कर सकूँ मुझमें यह काबिलियत होनी चाहिए कि मैं थ्रेड के बीच एक्टिविटी को बांट सकूं कोर में उन्हें वितरित कर सकूं और साथ में इनका संतुलन होना भी आवश्यक है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं वितरण तो कर दूं पर यह वितरण संतुलित ना हो ऐसे में जो थ्रेड सबसे ज्यादा वक्त लेता है वह एप्लीकेशन का रनटाइम निर्धारित करेगा यह एक बॉटल नेक जैसी बाधा बन जाती है ऐसे में मुझे संतुलन करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है अब मैं डाटा को कैसे विभाजित करूं यह बड़ा आसान कार्य है उदाहरण के लिए जैसे मैंने पहले कहा था i इक्वल टू 1 टू 100 और एआई इज इक्वल टू एआई प्लस 5 ai ai5 वहां पर विभाजन काफी आसान था पर यहां पर क्या हो रहा है कि ai कंप्यूटेशन इस ऐरे के दूसरे एलिमेंट पर भी निर्भर करता है इसलिए सही डाटा एलिमेंट को साथ में लेना होगा यह निर्णय व्यक्तिगत कोर द्वारा दूसरे कोर में उपलब्ध डाटा को बिना छेड़े लेना होगा इसलिए यहां पर डाटा को विभाजित करने की समस्या खड़ी होती है इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि हमारे पास 3 नेस्टेड लूप है जैसे i 1 टू n j 1 टू n हमारे पास cij है और अगर यह कहूं कि C matrix A matrix B matrix तो मेरे पास ci 0 रहेगा उसके बाद k 1 टू n के लिए cij0 इसलिए c i J c i J a i k b k j यहां पर मैं यह कर रहा हूं कि यह A मैट्रिक्स है और यह B मैट्रिक्स अब एलिमेंट cij प्राप्त करने के लिए मुझे यह i वाली कतार इस A मेट्रिक्स से लेनी पड़ेगी और B मैट्रिक्स से j वाला स्तंभ लेना पड़ेगा और इसके बाद एक एक एलिमेंट लेकर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे पहला एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अगर आपको डाटा का वितरण करने के लिए कहा गया है तो आदर्श रूप से मेरे पास संख्या में N स्क्वायर प्रोसेसर होने चाहिए और किसी एक प्रोसेसर के A मैट्रिक्स की एक कतार और B मैट्रिक्स का एक स्तम्भ लेकर हमें मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए अगर हमारे पास कोर की संख्या N स्क्वायर से कम है तब हम वितरण कैसे करेंगे यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब मिलना जरूरी है अब हमने यह देखा कि डाटा का विभाजन करना इतना आसान काम नहीं है डाटा डिपेंडेंसी का भी ध्यान रखना है और अंततः डीबगिंग और टेस्टिंग भी काफी मुश्किल है क्योंकि आपको सिस्टम को टेस्ट करना जरूरी है सीक्वेंशियल प्रोग्राम टेस्टिंग एक आसान कार्य है पर जब कुछ चीजें समानांतर हो रही होती हैं तो समस्या ऐसे आती है कि अगर कोई गलत रिजल्ट आ रहा है तो इसका कारण क्या है यह जानना अर्थात डीबगिंग करना मुश्किल हो जाता है इस प्रकार हमने देखना कि हम पैरेललिस्म रख सकते हैं जिसका तात्पर्य है कि सिस्टम एक से ज्यादा कार्य एक साथ कर सकता है जबकि कंकर्रेंसी मैं एक से ज्यादा टास्क प्रोग्रेस कर रहे होते हैं यहां पर एक कोड पर एक अकेला प्रोसेसर कार्य कर रहा होगा और ऐसे में शेड्यूलर कॉन्करंसी बनाए रखने के लिए एक टास्क को थोड़े समय के लिए रखेगा और फिर उसे हटाकर दूसरे कार्य को कुछ समय के लिए करेगा इस प्रकार कंकर्रेंसी शेड्यूलर के माध्यम से प्रदान की जाती है जबकि अगर आपके पास अनेक प्रोसेसर है या फिर मल्टीकोर सिस्टम है तब पैरेललिस्म और कॉन्करंसी स्वतः सुनिश्चित हो जाती है क्योंकि आपने कार्यों को कोर में वितरित कर दिया है इस तरीके से मल्टीकोर प्रोग्रामिंग अपने आप में एक चुनौती बन जाता है और बहुत सारे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो अब हमारे पास हैं वह सभी मल्टीकोर प्रोग्रामिंग को एक विशेष चीज की तरह सपोर्ट कर रहे हैं